छात्रों का स्वागत हैं तो पिछली कक्षा में हम ऑपरेटिंग चक्र के बारे में बात कर रहे थे और वह भी भारित ऑपरेटिंग चक्र के बारे में तो भारित ऑपरेटिंग चक्र में हमने सीखा कि साधारण ऑपरेटिंग चक्र या गैर भारित ऑपरेटिंग चक्र की तुलना में भारित ऑपरेटिंग चक्र या भारित ऑपरेटिंग चक्र की अवधि की गणना करना बेहतर है क्योंकि हमें उत्पादन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को या उत्पादन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में सापेक्ष महत्व देना चाहिए कच्ची सामग्री क्योंकि यह आपके उत्पादन की कुल लागत का सबसे बड़ा हिस्सा है इसलिए इसे काम की प्रक्रिया की तुलना में अधिक महत्व दिया जाना चाहिए हालाकि इसमें केवल कच्चे माल के साथ साथ प्रसंस्करण के खर्च का आधा हिस्सा ही है और उतना ही महत्वपूर्ण है और फिर दूसरे चरण तो बस सरल ऑपरेटिंग चक्र या गैर भारित ऑपरेटिंग चक्र के सिद्धांत में सुधार करने के लिए सिद्धांत विशेषज्ञों ने इसमें सुधार किया है जो अधिक उन्नत है मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि कार्यशील पूंजी के मूल्यांकन की भारित ऑपरेटिंग चक्र की अवधारणा जो कि अधिक वैज्ञानिक और अधिक सहायक है विकसित की गई है और गैर भारित ऑपरेटिंग चक्र की तुलना में भारित ऑपरेटिंग चक्र का उपयोग करना बेहतर है हमने कक्षा में पिछली कक्षा में चर्चा की कि भारित ऑपरेटिंग चक्र की गणना कैसे करें मैंने आपके साथ सैद्धांतिक रूप से यहां तक कि कुछ सूत्रों पर भी चर्चा की कि भारित ऑपरेटिंग चक्र की गणना करने का तरीका क्या है इसलिए हमें क्या करना है जैसा कि हमने कक्षा में देखा है पिछली कक्षा में जिसे आपको अलग अलग स्तर पर अवधि गुणा करना है या अलग अलग अवधि जैसे DRM जो कच्चे माल की अवधि या DWIP या तैयार माल की अवधि या प्राप्ति खातों की अवधि या देय खातों की अवधि को वजन संबंधित वजन के साथ गुणा करना है और इन वजन की गणना को किस प्रकार करना है उसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं और मैंने आपको समझाया है कि वजन की गणना कैसे करें इसलिए हमने वहां देखा है कि वजन की गणना के लिए हम विक्रय मूल्य को आम भाजक के रूप में लेते हैं और फिर विक्रय मूल्य के विरुद्ध हम विभिन्न चरणों के लिए संबंधित भार की गणना करते हैं तो उस स्थिति में जब हम विक्रय मूल्य को आम भाजक के रूप में की बात कर रहे थे हमने देखा था कि प्राप्त खातों के साथ साथ कच्चे माल पर चिंतित वजन जो कि DRM को दिया जाने वाला भार है वह देय खातों पर दिए जाने वाले भार के समान है क्योंकि कच्चे माल की खरीद के कारण देय खाते बैलेंस शीट में दिखाई देते हैं जब हम कच्चे माल को क्रेडिट पर खरीदते हैं तो हमारे पास देय खाते होते हैं तो इसका मतलब है देय खातों की राशि क्या है और कच्चा माल कितना है यदि कुल कच्चे माल की सामग्री क्रेडिट पर खरीदी जाती है आम तौर पर कंपनियां कच्चे माल की खरीद करती हैं वे कच्चे माल की खरीद के लिए नकद में भुगतान नहीं करती हैं इसलिए जब वे इसे क्रेडिट पर खरीदते हैं तो हमें देखना होगा कि कितनी सामग्री खरीदी गई है और कितने देय खाते तुलन पत्र या बैलेंस शीट में प्रकट हुए हैं क्योंकि यह शायद समय अवधि है जो स्थगित हो सकती है अगर कंपनी की बाजार में अच्छी रेटिंग नहीं है तो उसकी क्रेडिट अवधि की अनुमति कम हो सकती है लेकिन अगर कंपनी के पास बाजार में रेटिंग स्वीकार्य है तब क्रेडिट अवधि बाजार के अनुसार औसत या जैसा अन्य फर्मों को दिया जा रहा है वैसा ही सभी फर्मों को दिया जाएगा तो हम मान लेते हैं कच्चे माल को क्रेडिट पर खरीदा जा रहा है और देय खाते कच्चे माल की वजह से बैलेंस शीट में दिखाई देते हैं इसलिए हम उस स्थिति में हमें कच्चे माल के लिए वही भार देना है जो कि DRM और DAP को है तो हमने उसी कक्षा में यह भी सीखा है कि विभिन्न अवधि के लिए भार की गणना कैसे करें अब हम एक समस्या लेंगे और उस समस्या की मदद से हम समझेंगे कि भारित ऑपरेटिंग चक्र की गणना करने का तरीका क्या है या भारित ऑपरेटिंग चक्र की लंबाई की गणना क्या है इसलिए यदि आप इस समस्या को देखते हैं जो हम अब समस्या संख्या 2 पर हैं समस्या संख्या 1 हमने पिछली कक्षा में किया है और यह सरल ऑपरेटिंग चक्र की समस्या है वह भारित ऑपरेटिंग चक्र की समस्या नहीं थी लेकिन अब अगर आप समस्या की बात करते हैं तो यह समस्या भारित ऑपरेटिंग चक्र की है और हम जानते हैं कि इसके लिए हमें 2 जानकारियों की आवश्यकता है एक जानकारी है अवधि और दूसरी जानकारी हमें वज़न की आवश्यकता होती है तो अगर आप इस समस्या समस्या नंबर 2 को देखते हैं जो कि यहां लिखा गया है कि निम्नलिखित जानकारी या नीचे दी गई जानकारी से RCW लिमिटेड के भारित ऑपरेटिंग चक्र की गणना करें इसलिए हमें यहां 2 तरह की जानकारी दी गई है एक हिस्सा पूराहै हमें इस हिस्से को नहीं करना है यह पहले से ही हमें दिया गया है वह अवधि भाग है देखिए हमें DRM की अवधि दी गई है जोकि हमें दी गई है कच्चे माल की अवधि हमें दी जाती है जिसका मतलब कच्चे माल को परिवर्तित करने के लिए आवश्यक समयावधि है गोदाम में कच्चा माल कच्चे माल के रूप में रहता है तो यह वह अवधि है जो पहले से ही हमें दी गई है हमें इस अवधि की गणना नहीं करनी है और यह अवधि 36 दिन है फिर WIP की अवधि या कितना समय काम की प्रक्रिया काम की प्रक्रिया के रूप में रहता है यह भी हमें दिया गया है जो कि DWIP है और DWIP 28 दिन है और तैयार माल की अवधि भी 12 दिन दी हुई है प्राप्ति खातों की अवधि भी हमें दी गई है और यह 36 दिनों की है और देय खातों की अवधि 24 दिन है तो इसका मतलब है कि पहला भाग हमें दिया गया है हमें इन अवधियों की गणना स्वयं नहीं करनी है और हमें दूसरे भाग के लिए जाना है और दूसरे भाग में हमें भार या वज़न की गणना करनी है तो हम जानते हैं कि वज़न की गणना कैसे करें और वज़न की गणना के लिए हमें अब यहाँ दी गई जानकारी का उपयोग करना होगा इसलिए हमें लागत और कंपनी की कीमत संरचना की जानकारी दी गई है कच्चे माल और स्टोर आदि प्रति यूनिट प्रति यूनिट रु 60 और प्रसंस्करण लागत प्रति यूनिट रु 36 और बेचना और प्रशासनिक लागत और वित्तीय लागत प्रति यूनिट रु12 और बिक्री मूल्य 120 रुपये है तो यह कुल है तो कुल लागत क्या है यह 60 36 है यानी इसका मान 96 है और फिर 90 मतलब लागत है 108 इसलिए हम प्रोडक्ट 120 रुपये में बेच रहे हैं इसका मतलब है कि शेष फर्म का मार्जिन है यह अनुमानित लागत है अब हमें विक्रय मूल्य के विरुद्ध भार लेना है इसलिए हमने पिछले कक्षा में सूत्र देखे हैं और किस प्रकार भार की गणना की जाती है उसकी प्रक्रिया भी दिखी है अब हम भार की गणना करेंगे तो हम यह कर रहे हैं कि वज़न की गणना कैसे करें आइए इसे करना शुरू करें उदाहरण के लिए हम उस जानकारी के बारे में बात करते हैं जो हमें दी गई है और सबसे पहले हमें गणना करनी है जिसे हम W कहते हैं यहां हमें इसकी बात करनी है इससे WRM या कच्चे माल के स्तर का वजन कहते हैं तो यह है इस की गणना कैसे करें कच्चे माल की लागत क्या है जो हमें दिया गया था यदि आप कच्चे माल की लागत को देखते हैं जो हमें दिया गया था तो वह है 60 रु कच्चे माल की प्रसंस्करण लागत प्रति यूनिट 36रु है इसलिए यहां मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब हम कच्चे माल के स्तर पर वजन की गणना करते हैं जो कि WRM है तो हम कच्चे माल को विक्रय मूल्य से विभाजित करते हैं जिसको की आम भाजक के रूप में लेते हैं लेकिन WIP या काम की प्रक्रिया की गणना के लिए आपको कच्चे माल की कुल लागत लेनी होगी लेकिन प्रसंस्करण लागत को आधा लेना होगा क्योंकि WIP चरण में उत्पाद पूरी तरह से तैयार नहीं होता है यह आधा तैयार होता है और इसे अगले चरण या चरणों में ले जाया जाता है और फिर कुछ और खर्चे करके यह तैयार उत्पाद बन जाता है तो सामान्य स्थिति में अगर आपको प्रश्न में या शायद कल वास्तविक जीवन में कुछ भी नहीं दिया जाता है तो अतः अंगूठे का मानक नियम यह है कि हमें लेना है अपने पास मौजूद कुल प्रसंस्करण लागत मैं से हमें लेना होगा प्रसंस्करण लागत का आधा ना की पूर्ण लेना होगा इसलिए यहाँ उदाहरण के लिए हमारे पास 60 रु कच्चे माल की लागत दी हुई है इसलिए हम WRM की गणना के लिए हम इसे 60 लेंगे लेकिन WIP की गणना के लिए हम लेंगे इसका आधा भाग यानी 60 प्लस 18 है जो कि 60 18 है जिसे आम भाजक द्वारा विभाजित किया जाएगा जो है बिक्री मूल्य जो है 120 और फिर जब आप अगले चरण में वजन की गणना करते हैं जो तैयार माल के लिए WFG वजन है तो उस स्तर पर आपको प्रसंस्करण लागत को पूरा लेना होगा तो यह बन जाएगा आपका 108 और फिर से आम भाजक बिक्री मूल्य द्वारा इसे विभाजित किया जाएगा तो आइए हम इन वज़न की गणना करते हैं और जब हम इन वज़न की गणना करते हैं तो हमें पहले वज़न के साथ शुरुआत करनी होती है और पहला वज़न है WRM जो कच्चे माल का वजन है तो कच्चे माल की लागत क्या है हमने यहां देखा है कि यह 60 हैं और यहां इसे बिक्री मूल्य जो कि 120 है से विभाजित किया गया है इसलिए वजन 050 है यह कच्चे माल का वजन है फिर हम दूसरे वजन के लिए जाते हैं WWIP और इस स्तर पर जैसा कि मैंने आपको बताया आपको 60 18 लेना है आधा का मतलब प्रसंस्करण लागत का आधा और फिर यह 120 है इसलिए अब आप इसकी गणना करेंगे तो यह कितना आता है यह है 65 मतलब बिक्री मूल्य का 65 WIP के चरण में हम पहले ही खर्च कर चुके हैं और फिर हम अगले वजन की गणना करते हैं जो है WFG अवधि या तैयार माल का वजन है तो इस मामले में जब आप तैयार माल के वजन की गणना करते हैं तो यह 108 आता है और फिर इसे 120 से विभाजित करते हैं इसलिए अब हमने कुल तैयार लागत प्रसंस्करण लागत को लिया है जो कि कच्चा माल है और कुल तैयार लागत क्या है जैसे कि आपने लिया था समस्या को देखो यहाँ हमने तैयार माल लिया है लागत है 108 इसलिए हम वापस पीछे जाते हैं और देखते हैं कि कैसे हमने इसे हमने 108 लिया था मैंने कच्चा माल 60 लिया है प्रसंस्करण लागत प्रसंस्करण लागत जो 36 है इसलिए हमने 60 18 WIP स्टेज पर लिया है जो आप कह सकते हैं 78 है जिसे की 120 से विभाजित किया जा सकता है इसलिए यह 65 या 065 आता है और तैयार माल चरण हमने 108 लिया है अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 108 को विक्रय मूल्य से विभाजित करने के लिए क्यों लिया है देखिए प्रसंस्करण लागत जो हमें यहां लेनी है वह पूर्ण प्रसंस्करण लागत है जो है 60 36 यानी कि 96 है और उसके बाद खर्च का अगला सेट बिक्री प्रशासन और वित्तीय लागत प्रति यूनिट है इसलिए यदि आप इस शीर्ष को सामान्य रूप से लेते हैं तो सामान्य रूप से बिक्री और वित्तीय लागत माल को तैयार करने की लागत नहीं है इसकी आवश्यकता नहीं है यह अन्य लागत है यदि आप लागत शीट को याद करते हैं जब हम बेची गई वस्तुओं की उत्पादन लागत या उत्पादन की लागत की गणना के लिए लागत पत्रक को तैयार करते हैं तो हम आपके प्रत्यक्ष ओवरहेड्स को ध्यान में रखते हैं जो कि सामग्री श्रम और प्रत्यक्ष व्यय हैं और फिर हम अन्य ओवरहेड्स लेते हैं और अन्य ओवरहेड्स जैसे आपके प्रशासनिक ओवरहेड्स है केवल प्रशासनिक ओवरहेड्स क्योंकि हमें उत्पादन प्रक्रिया के लिए प्रशासन के समर्थन की आवश्यकता होती है क्योंकि अगर कच्चे माल की खरीद करनी है तो उसके लिए ऑफिस के लोग भी शामिल होते हैं इसलिए हम इस लागत को उत्पादन की लागत के हिस्से के रूप में देखते हैं लेकिन बिक्री और वित्तीय लागत को नहीं बिक्री लागत उत्पादन की लागत के बाद आती है और यह शायद बिक्री की लागत का हिस्सा है ना की उत्पादन की लागत की इसलिए हमें सामान्य रूप से तैयार माल पर उक्त भार की गणना करते समय हमें केवल प्रसंस्करण लागत को पूर्ण और प्रशासनिक लागत को फिर से पूर्ण रूप में लेना चाहिए लेकिन चूंकि इस मामले में इस समस्या में यह लागत हमें एक अलग घटक के रूप में नहीं दी गई है हमें प्रति यूनिट बिक्री प्रशासनिक और वित्तीय लागत दी गई है इसलिए इसे 3 भागों में अलग करना बहुत मुश्किल है इसलिए हम यह नहीं जानते हैं कि बिक्री कितनी है प्रशासनिक कितनी है और वित्तीय लागत कितनी है इसलिए मैं यहां क्या कर रहा हूं मैं इस कुल लागत को प्रशासनिक लागत के रूप में ले रहा हूं क्योंकि यह बहुत बड़ी राशि नहीं है और इस समस्या के महत्व को देखते हुए साथ ही भारित संचालन चक्र की गणना करने के लिए हम यहां इस लागत को प्रशासनिक लागत के रूप में पूर्ण रूप से ले रहे हैं इसलिए मैंने सीमांत लागत फिर प्रसंस्करण लागत और प्रशासन लागत को जोड़ा है जिसे सिद्धांत रूप में प्रशासन लागत के रूप में लिया जाना चाहिए और यदि आपको उदाहरण के लिए सभी 3 लागतें अलग से दिया जाता है बहुत स्पष्ट रूप से अलग से दी जाती हैं जो आपको दी जाती हैं प्रशासनिक लागत आपको विक्रय लागत दी जाती है और आपको विक्रय वितरण लागत दी जाती है और आपको वित्तीय लागत दी जाती है इसलिए केवल प्रशासनिक लागत लें और आप केवल बिक्री के साथ साथ वित्तीय लागत को भी बाहर रखें जो उत्पादन लागत का हिस्सा नहीं है इसलिए हम प्रशासनिक ले रहे हैं और इस समस्या में हम यह मान रहे हैं कि पूरी लागत प्रशासनिक लागत है शायद विक्रय लागत और वित्तीय लागत बहुत कम है जिससे वजन की गणना करने में कोई असर नहीं होगा इसलिए जब हम आपके तैयार माल के वजन की गणना कर रहे हैं तो हम यहां ध्यान में रखेंगे कि जो WRM हमने गणना की है वह आधा है यानी 050 WWIP 60 18 यानी 065 है WFG स्टेज पर हमने 108 को 120 से विभाजित किया है और यहाँ जो भार की गणना की है वह कितना है वह 90 है यह वजन 90 होगा तो इसका मतलब यह 090 है हमने इस वजन को यहाँ ले लिया है और अब हमें अगले भार की गणना करनी है जो है प्राप्त खातों के लिए भार यदि आप प्राप्त खातों के लिए वजन की गणना करते हैं तो हम प्राप्त खाते यहां ले रहे हैं अब जब आप प्राप्त खातों की गणना करते हैं तो हम विक्रय मूल्य पर यहां ले रहे हैं तो हमने पिछली कक्षा में देखा है कि प्राप्त खातों के वजन की गणना करने का फार्मूला क्या है हम इसकी गणना विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से विभाजित करके करेंगे क्योंकि प्राप्त खाते में लाभ भी शामिल है प्राप्त खाते में लाभ भी शामिल है अब यहाँ मैं कुछ ऐसा जोड़ना चाहता हूं जो तब देखें जब हम यहां कार्यशील पूंजी के मूल्यांकन की आवश्यकता के बारे में बात कर रहे हैं एक सिद्धांत विद्यालय के अनुरूप कुछ लोगों द्वारा यह कहा जाता है की फर्म में लाभ का निवेश नहीं किया जाएगा फर्म द्वारा लाभ हो फर्म में निवेश नहीं किया जा रहा है तो क्यों हमें प्राप्ति खातों की गणना करते समय लाभ को ध्यान में रखना चाहिए क्यों हमें प्राप्ति खातों की गणना करते समय लाभ को लागत के रूप में क्यों लेना चाहिए क्योंकि प्राप्त खाते क्योंकि फर्म के फंड्स किस सीमा तक अवरुद्ध हैं वे सामग्री के कारण अवरुद्ध हैं वे प्रसंस्करण लागत के कारण अवरुद्ध हैं वे प्रशासनिक लागत के कारण अवरुद्ध हैं हमारा लाभ अवरुद्ध नहीं है और हम आकलन कर रहे हैं कि यह कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का आकलन है कि हमें कितना निवेश करना है इसलिए लाभ हम निवेश नहीं कर रहे हैं इसलिए प्राप्त खातों की गणना करते समय हमें इसे क्यों शामिल करना चाहिए लेकिन देखें कि विचार करने का एक और स्कूल है जो प्राप्त खाता या लाभ है जब आप उस लाभ के बारे में बात करते हैं जो फर्म को कमाई होने वाली है तो इसे देखते हैं या इसे देखना चाहिए जैसे कि लाभ व्यवसाय संचालन निर्माण और बाजार में सामान बिकने का परिणाम है लेकिन आप मानते हैं कि हम लाभ भी प्राप्त करने जा रहे हैं ताकि आप यह मान लें कि लाभ व्यापारमें भी निवेश किया गया है और जब हम व्यापार कर रहे हैं तो लाभ भी कुल निवेश का हिस्सा है लाभ हालांकि यह व्यवसाय का एक परिणाम है लेकिन यह ऐसा है जिसे हम यहां किए जा रहे कुल निवेश के हिस्से के रूप में माना जाता है उदाहरण के लिए यदि आप याद करते हैं कि हमने बैलेंस शीट तैयार की थी बैलेंस शीट में हम 1 आइटम दिखाते हैं जैसे कि विविध ऋणी और विविध ऋणी हम विक्रय मूल्य पर विविध ऋणी दिखा रहे हैं हम इसे लागत मूल्य पर नहीं दिखा रहे हैं विविध देनदारों में लाभ भी शामिल है तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई देनदार खराब ऋण बन जाता है तो यह न केवल यह है कि हम निवेश की लागत या व्यवसाय में कुल निवेश किए गए धन को पुनर्प्राप्त नहीं कर रहे हैं हम लाभ भी नहीं वसूल रहे हैं तो नुकसान दोनों का है लागत के साथ साथ लाभ का भी तो यहां प्राप्त खातों की गणना के लिए प्राप्त खातों की गणना के लिए विशेष रूप से मैं यहां बात कर रहा हूं यह है कि हमें इस अंतर को ध्यान में रखना होगा कि जब आप वजन की गणना कर रहे हों तो आपको यहां लेना होगा वजन जो है WAR और WAR की गणना के लिए आपको विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से विभाजित करना होगा जिसका वजन 1 होगा हालाँकि वास्तविक जीवन में कल जब हम कार्यशील पूंजी के मूल्यांकन की आवश्यकता की गणना करेंगे यदि हमें कुछ निश्चित जानकारी दी जाए जिस पर हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे हम निवेश की गणना के लिए लेंगे हम उन प्राप्ति खातों की गणना लागत करेंगे जो ना की विक्रय मूल्य पर लेकिन वजन के लिए यहाँ केवल वजन के लिए हम कह रहे हैं प्राप्त खातों की हम गणना कर रहे हैं क्योंकि प्राप्त खाते हम न केवल उस उत्पाद को बाजार में बेच रहे हैं बल्कि हम लागत की वसूली नहीं कर रहे हैं हम लाभ भी वसूल कर रहे हैं इसलिए बैलेंस शीट में सामान्य रूप से प्राप्त खातों को भी विक्रय मूल्य पर लिया जाता है इसलिए यहां भी इसे विक्रय मूल्य पर लेना होगा हालांकि कल वास्तविक जीवन में निवेश के हिस्से की गणना करते समय हम प्राप्त खातों को लागत मूल्य पर ले जाएंगे तो इसका मतलब यहाँ हम विक्रय मूल्य पर प्राप्त खातों को ले लेंगे और यहाँ विक्रय मूल्य यह है कि यदि आप विक्रय मूल्य के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर विक्रय मूल्य आपका 120 है इसलिए 120 को 120 से विभाजित किया जाना है और यह वजन पर जा रहा है प्राप्त खातों की संख्या 1 होने वाली है यह वजन 1 है और अब हमें अगले वजन के लिए जाना होगा जो देय खातों का भार है देय खातों के वजन की गणना के लिए हमें वही भार लेना होगा जो कि हमने इस चीज के लिए वजन लिया है जो कच्चे माल का वजन है और यह 050 है तो यह फिर से 120 से 60 विभाजित हो जाएगा और यह वजन फिर से 050 हो जाएगा इस तरह से वजन की गणना होती है तो केवल प्राप्त खातों की गणना के लिए बिक्री मूल्य पर होगा लेकिन खातों पर काम करने का मतलब उन खातों में निवेशित पूंजी जोकि प्राप्त खातों में कार्यशील पूंजी निवेश के रूप में है लागत मूल्य पर हम गणना करेंगे यहाँ एक और बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा उदाहरण के लिए आपसे पूछा जाता है कि आपको एक फर्म के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का आकलन करना होगा जो हमें दी गई विभिन्न सूचनाओं के आधार पर करना है विभिन्न अवधि में किया जाने वाला निवेश कुल परिचालन चक्र की अवधि भी है हमारे साथ सब कुछ हमारे साथ है इसलिए गणना करते समय साथ ही आपसे 2 चीजें पूछी जाती हैं एक बात जो आपसे पूछी जाती है वह यह है कि कार्यशील पूंजी निवेश आवश्यकताओं की गणना करना और दूसरी बात यह है कि बैलेंस शीट भी तैयार करना तो हम क्या करेंगे कार्यशील पूंजी निवेश आवश्यकताओं की गणना करते समय हम लागत मूल्य पर खातों की प्राप्ति की गणना करेंगे लेकिन बैलेंस शीट तैयार करते समय इसे बैलेंस शीट में दिखाते हुए हम इसे विक्रय मूल्य पर दिखा रहे हैं क्योंकि बैलेंस शीट में प्राप्त खातों में लाभ भी शामिल होता है तो कुछ बदलाव यहाँ हैं इसलिए हम वजन की गणना कर रहे हैं वजन हमारे साथ उपलब्ध हैं WRM आधा है यानी 050 WWIP 065 है WFG 090 है WAR 1 है तब WAP 050 होगा सही है तो इस मामले में हमने सीखा है कि भार की गणना कैसे करें और अब हम भारित ऑपरेटिंग चक्र की गणना करने के लिए अगला कदम बढ़ाएंगे भारित ऑपरेटिंग चक्र की गणना के लिए अब हम वही करेंगे जो हम यहां करने जा रहे हैं यह है कि हम भारित ऑपरेटिंग चक्र की अवधि की गणना कर रहे हैं और यह भारित ऑपरेटिंग चक्र की अवधि है तो यह DWOC है जो भारित ऑपरेटिंग चक्र की अवधि है तो हम सूत्र जानते हैं कि इसकी गणना कैसे करनी है इसके लिए हम WRM को DRM द्वारा गुणा किया जाता है और फिर WWIP जोड़ दिया जाता है WWIP गुणा DWIP भारित ऑपरेटिंग चक्र अवधि है फिर यो DWFG को तैयार वस्तुओं के चरण में DFG अवधि से गुणा किया जाता है और फिर हमें W के लिए जाना होगा हम जिस तरह से W प्राप्त खातों को WAR को DAR से गुणा करते हैं उसी तरह से गुणा कर रहे हैं तो यह हमें भारित ऑपरेटिंग चक्र की कुल अवधि देने वाला है तो हम यह जानते हैं कि हमारे पास कितनी जानकारी है और यदि आप उस जानकारी को देखते हैं जो हमें प्राप्त हुई है इसलिए कच्चे माल का वजन 050 था और अवधि से गुणा किया जाना था और अवधि आपको दी गई है और यह अवधि 36 है और फिर WAR 065 है हमने WWIP की अवधि से वजन 065 को गुणा किया है यह 24 दिन है 24 दिनों के लिए सामग्री संसाधित अवस्था में रहती है फिर अगली चीज है तैयार माल तैयार माल 90 था तो इसका मतलब है कि यह 90 है तो यह 090 गुणा तैयार माल की अवधि कितनी है यह 12 दिनों है यह 12 दिनों के लिए तैयार माल के चरण में रहता है और फिर हमें इसके लिए जाना है 1 गुणा 36 किया जाता है इसलिए हम प्राप्त खातों की अवधि 36 ले रहे हैं इसका मतलब है कि यह फर्म उक्त समय 36 दिन क्रेडिट खरीदारों को दे रही है इसलिए अगर आप इस अवधि को 36 दिनों के लिए लेते हैं तो इसका मतलब है कि यह काम कर चुका है तो हम यहाँ पर कितना समय लेते हैं 18 तो हम यहाँ लेते हैं वह 156 है फिर हम इसे 108 के रूप में यहाँ ले जाते हैं जो कि 108 है इसके बाद योग 36 है इसलिए हम कुल राशि ले रहे हैं तो कुल अवधि कितने के बराबर है 18 के बराबर है और यह 336 है फिर यह 30 436 और 444 है और फिर 44 और 36 804 है भारित ऑपरेटिंग चक्र की कुल अवधि कितनी है 804 दिन यह भारित ऑपरेटिंग चक्र की कुल अवधि है यह वह है जो हम भारित ऑपरेटिंग चक्र की गणना करते हैं अब हम भारित नकदी चक्र की अवधि की गणना करते हैं तो भारित नकदी चक्र की अवधि की गणना के लिए हमारे पास भारित ऑपरेटिंग चक्र की अवधि है मैं से कुछ घटाना होगा जोकि है WAP और देय खातों की अवधि से गुणा किया जाता है इसलिए आपको इसे घटाना होगा यदि आप इसे इसमें से हटाते हैं तो इसका मतलब है कि हमें भारित ऑपरेटिंग चक्र की यह अवधि जोकि 804 मिली है इसमें से देय खातों का वजन घटाना होगा यह वही वज़न है जो 0 पॉइंट है जिसे आप 050 कह सकते हैं 050 गुणा किया गया है जो देय खातों की अवधि थी जो हमें 24 दी गई थी यदि आप इसे लेते हैं और इसे हल करते हैं तो यह कितना आएगा 080 में से 12 घटाना होगा तो यह होगा 684 दिन यह भारित नकदी चक्र की अवधि है इसका मतलब है कि पूरी प्रक्रिया में आपके कुल फंड को कैश से कैश में बदलने में रोक दिया जाएगा पूरी प्रक्रिया को 684 दिनों की कुल अवधि की आवश्यकता होगी या आप 68 दिन या 69 दिन या इसके आसपास कुछ कह सकते हैं इसलिए 684 दिनों की गणना हमने यहां की है तो यह है कि हम भारित ऑपरेटिंग चक्र की गणना कैसे करते हैं और आप इसे वैज्ञानिक या स्वीकार्य या उपयोगी कह सकते हैं क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम विभिन्न चरणों में वजन प्रदान करते हैं वजन का आधा हिस्सा हम कच्चे माल के स्तर पर दे रहे हैं क्योंकि यह उत्पादन की कुल लागत का एक बड़ा हिस्सा है या हो सकता है कि कुल बिक्री मूल्य में आप अपने प्रमुख घटक के बारे में बात करें फिर अगर प्रक्रिया में काम के वजन की बात करें तो यह 65 है हम 65 के रूप में वजन दे रहे हैं क्योंकि हम इस स्तर पर अधिक लागत जोड़ रहे हैं WIP और वजन 90 हो जाता है क्योंकि तैयार माल पर तैयार माल कुल निवेश बढ़ जाता है इन 3 चरणों में या चौथे चरण का मतलब है कि वजन 1 है सभी 4 चरणों में धन का बहिर्वाह है कोई आमद नहीं है इसलिए हम अभी फंड का निवेश कर रहे हैं इसलिए हमें उस अवधि की गणना करनी होगी कि हम कितने समय के लिए धन का निवेश कर रहे हैं इसलिए हम इस मामले में वजन 50 है इस मामले में 65 फिर 90 और फिर 101 यानी 100 है यह प्राप्त खातों स्तर पर है और देय खातों के लिए हमने कच्चे माल के मामले में उतना ही वजन दिया है क्योंकि कच्चे माल की कच्ची सामग्री की खरीद के कारण देय राशि बैलेंस शीट में दिखाई देती है तो इस मामले में आप जानते होंगे कि भारित ऑपरेटिंग चक्र की गणना कैसे करें इसलिए हमें सामान्य रूप से भारित ऑपरेटिंग चक्र का उपयोग करना चाहिए जो अधिक उपयोगी अधिक वैज्ञानिक है और यह हमें बेहतर परिणाम देने वाला है यहां एक बात और सावधानी से आपको बताना चाहूंगा कि ऑपरेटिंग चक्र की यह अवधि ऑपरेटिंग चक्र की यह अवधि केवल सांकेतिक है यह सही नहीं है केवल हम एक व्यापक अनुमान लगा रहे हैं कि भारित संचालन चक्र यदि देय खातों को उस स्थिति में 24 दिनों के लिए अनुमति दी जाती है तो 68 दिनों की अवधि के लिए हो सकता है लेकिन यह संकेत है कि मैं आपको बता रहा हूं वास्तविक अर्थों में यह ऑपरेटिंग चक्र शायद 70 दिनों का है या यह 60 दिनों का हो सकता है लेकिन यह 68 के आसपास घूमेगा तो आप इसे 100 सही परिणाम नहीं मानते हैं कि निश्चित रूप से यह 65 होने जा रहा है इस भारित ऑपरेटिंग चक्र प्रक्रिया की मदद से यह आंकड़ा प्राप्त करने के बाद हमें आंतरिक समायोजन बनाना होगा उदाहरण के लिए हम यह मान रहे हैं कि कच्चा माल हम यहां मान रहे हैं कि कच्चे माल की स्टेज की अवधि 36 दिन है लेकिन हम वास्तव में इस अवधि को कम कर सकते हैं या यह ऊपर भी जा सकता है इसी तरह काम की प्रक्रिया में यह सामान्य तौर पर होता है यह अवधि 24 दिन है लेकिन यह तभी होगा जब बिजली नियमित रूप से उपलब्ध हो या पानी नियमित रूप से उपलब्ध हो अन्य सभी इनपुट नियमित रूप से उपलब्ध हों तब ठीक है लेकिन अगर ये इनपुट आसानी से उपलब्ध नहीं हैं या कभी कभी कोई व्यवधान होता है तो एक अप्रत्याशित स्थिति होती है कुछ समय के लिए बिजली कटौती होती है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बिजली कटौती केवल 6 घंटे के लिए होगी हमारे पास 18 घंटे बिजली होगी शायद मौसम के बदलाव के कारण गर्मियों में बिजली कटौती अधिक होती है इसलिए फर्म को केवल 12 के लिए शक्ति मिल रही है तो उस स्थिति में यह समय अवधि बढ़ जाएगी कच्चा माल हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह आसानी से उपलब्ध होगा लेकिन कभी कभी कच्चे माल की कमी होती है इसलिए यदि कच्चा माल उपलब्ध नहीं है या यदि बिजली उपलब्ध नहीं है इसी तरह अन्य परिष्करण या कहें कि अन्य व्यय प्रसंस्करण व्यय नहीं हैं या आइटम उपलब्ध नहीं हैं उस स्थिति में यह परिचालन चक्र शायद अधिक का हो तो इस तरह से हम इस सूत्र की मदद से यहाँ गणना कर रहे हैं या यह प्रक्रिया केवल सांकेतिक है अंत में ऑपरेटिंग चक्र की अवधि में पहुंचने के लिए आपको क्या करना है या फ़र्म आमतौर पर क्या करते हैं यह आंकड़ा प्राप्त करने के बाद वे आंतरिक समायोजन करते हैं इसलिए यह आंकड़ा प्राप्त करने के बाद आंतरिक समायोजन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है अब अंत में कहने के लिए एक बार जब हम ऑपरेटिंग चक्र की अवधि प्राप्त करते हैं तो अब कैसे कहें कि कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का आकलन कैसे करें सरल और सबसे अच्छा तरीका यह है कि हमारे पास यहां एक सूत्र है कि अंततः कार्यशील पूंजी की मूल्यांकन की आवश्यकता है वह कार्यशील पूंजी मूल्यांकन की आवश्यकता है कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का आकलन इसलिए यदि आपको कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का आकलन करना है तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का आकलन इस सूत्र की सहायता से किया जा सकता है जो कहती है कि कार्यशील पूंजी की आवश्यकता यहां के फार्मूले के बराबर है फॉर्मूला यह है कि प्रति दिन बेचे जाने वाले सामान की COGS लागत है प्रति दिन बेचे जाने वाले सामान की लागत हमारे पास कुछ है जो भारित ऑपरेटिंग चक्र WOC भारित ऑपरेटिंग चक्र द्वारा गुणा किया जाता है और उस स्थिति में हमें ब्रैकेट और नकदी और बैंक शेष राशि को बंद करना होगा नकद और बैंक शेष नकदी और बैंक शेष यह यहाँ सूत्र है इसलिए अब प्रति दिन बिकने वाले सामानों की इस कीमत की मदद से भारित संचालन चक्र और नकदी और बैंक बैलेंस को गुणा किया जाता है यदि आप इस सूत्र को देखते हैं कि हमें यहां क्या पता लगाना है तो क्या हम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का पता लगाने जा रहे हैं इसलिए हमें प्रति दिन बेचे जाने वाले सामान की लागत की आवश्यकता है यह हमारे लिए आसानी से उपलब्ध होगा कि प्रति दिन की लागत 365 से विभाजित होने वाले सामानों की वार्षिक लागत क्या है जिसे आप पता लगा पाएंगे और फिर भारित संचालन चक्र अवधि हम यह पता लगाने में सक्षम हैं कि हमने अभी कैसे गणना की है और प्लस कैश और बैंक बैलेंस प्रक्रिया में या तैयार माल में या कहे गए प्राप्त खातों में कार्यों में हम कच्चे माल से जो निवेश कर रहे हैं उसके अलावा प्राप्त फर्में नकदी और बैंक शेष के रूप में कुछ राशि नकद रखती हैं इसलिए हमें इसके लिए कुछ मार्जिन जोड़ना होगा और इसके लिए मार्जिन को जोड़ते हुए आपको यहाँ क्या करना है यह कहना है कि आपको कुछ राशि नकद और बैंक बैलेंस को जोड़ना होगा जिसे फर्मों को फॉर्म में रखने की आवश्यकता होगी प्रसंस्करण लागत या प्राप्त खातों में कच्चे माल में निवेश नहीं करने के लिए नकद इसलिए उदाहरण के लिए हम यहां कुछ आंकड़े मानते हैं उदाहरण के लिए प्रति दिन बेचे जाने वाले सामानों की कीमत 40000 सही है प्रति दिन बेचे जाने वाले सामान की लागत 40000 है इसलिए प्रति दिन बेचे जाने वाले सामान की कीमत 40000 है इसलिए हम इसे 40000 के रूप में लेते हैं और भारित संचालन चक्र से गुणा करते हैं हम मान लेते हैं कि भारित संचालन चक्र या भारित की अवधि 64 दिनों की है तो यह कुछ राशि और प्लस नकद और बैंक शेष होने जा रहा है इसलिए यदि आप नकदी और शेष राशि के बारे में बात करते हैं तो बैंक बैलेंस हमें नकदी के रूप में उदाहरण के लिए 40000 पर रखने की आवश्यकता है तो क्या अब अंतिम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होने जा रही है यदि आप 40000 को 64 दिनों से गुणा कर रहे हैं यह प्रति दिन बिकने वाले सामान की लागत है प्रति दिन बेचे जाने वाले सामान की कीमत है उदाहरण बेची गई वस्तुओं की लागत जो भी हो कुल राशि को 365 या 360 दिनों से विभाजित करना है और भारित ऑपरेटिंग चक्र के साथ गुणा किया जाता है तो अगर आप इसे काम करते हैं तो यह कितना है यह 25 लाख 60 हजार योग नकद और बैंक बैलेंस की आवश्यकता इतनी होगी यह है आवश्यकता 40000 है यह हमारी कुल आवश्यकता 40000 है कुल आवश्यकता इस फर्म के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता 2 6 यानी 26 लाख है इसलिए हमने इसको निकाला है कुल आवश्यकता 26 लाख रुपये है 26 लाख यह हमारी कुल आवश्यकता है जिसे हमने पूरा किया है तो आपके पास कुछ खास जानकारी के साधन होने चाहिए जो अब तक हमने चर्चा की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की गणना के लिए या कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का आकलन करने के लिए सबसे पहले आपके पास विभिन्न स्तरों की अवधि होनी चाहिए जिसमें कच्चा माल होगा फिर WIP फिर तैयार माल और फिर प्राप्त खाते और देय खाते होंगे उसके बाद आपको लागत की जानकारी होनी चाहिए कि कच्चे माल की लागत क्या है प्रसंस्करण की लागत क्या है अन्य प्रशासनिक ओवरहेड्स को देखने के लिए आप का क्या कहना है तो यह जानकारी और फिर कुल बिक्री मूल्य तो इसकी मदद से हम अवधि की गणना करने में सक्षम होंगे हम वज़न के साथ अवधि को गुणा करने में सक्षम होंगे और एक बार जब आप इस भारित ऑपरेटिंग चक्र की गणना करते हैं तो कुल वार्षिक लागत हमारे लिए उपलब्ध होगी और इसे 365 से विभाजित किया जाएगा तो इसका मतलब है कि हम COGS का पता लगाने में सक्षम होंगे तो COGS को भारित संचालन चक्र और नकद आवश्यकता से गुणा किया जाता है जिसे हम नकदी के रूप में रखना चाहते हैं यदि यह हमारे साथ उपलब्ध है तो उस स्थिति में कुल कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का आकलन किया जा सकता है जो 2560000 40000 के रूप में काम करता है जिसे हम नकदी रखना चाहते हैं इसलिए कुल आवश्यकता 26 लाख है तो यह है कि हम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का आकलन कैसे करते हैं और हम कहेंगे कि वास्तविक जीवन में गणना करने वाले भी वास्तविक जीवन में फर्मों द्वारा कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की गणना इसी प्रकार करते हैं तो इसका मतलब है कि यह एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है मात्रात्मक प्रक्रिया है लेकिन यहां सावधानी रखनी होगी ऑपरेटिंग चक्र की अवधि है जो हमने गणना की है कि भारित ऑपरेटिंग चक्र है के विषय में जिसे आपको तदनुसार समायोजित करना होगा क्योंकि इस सूत्र द्वारा दी गई संख्या अंतिम नहीं है आंतरिक समायोजन की आवश्यकता है और यदि अन्य जानकारी हमारे पास उपलब्ध है तो कुल कार्यशील पूंजी निवेश आवश्यकताओं पर काम किया जा सकता है और फर्म अधिक सहज अधिक आरामदायक हो सकती है वे वर्तमान संपत्ति की उच्च राशि नहीं रखेंगे वर्तमान संपत्ति की कम राशि नहीं होगी इस प्रकार फर्म इष्टतम लिक्विडिटी की वजह से भी जोखिम से बचते रहेंगे और उनके पास मौजूदा संपत्ति का इष्टतम स्तर भी होगा तो लाभ भी अनुमान के अनुसार या फर्म और साधनों की आवश्यकताओं के अनुसार होगा और कुल मिलाकर एक संतुलित परिदृश्य की उम्मीद की जा सकती है तो यह सब कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करने के बारे में है इसलिए मैं यहां इस कक्षा को यही पर रुकूंगा अगली कक्षा में हम कुछ समस्याएँ और करेंगे कुछ समस्याएँ जहाँ हम सीखेंगे कि फर्मों की कार्यशील पूँजी की आवश्यकता की गणना कैसे की जाए यदि अवधि के संबंध में कुछ जानकारी और वित्तीय निवेश का हिस्सा भी हमें दिया जाता है तो विभिन्न फर्मों की पूंजी की आवश्यकता पर काम कैसे करना है